हम LP को हल करने के लिए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं पहले हम फॉर्मूलेशन पर जाते हैं और उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं जिन्हें हमने वास्तव में तैयार किया था तो हम दो वेरिएबल के साथ एक और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम लेते हैं दो वैरिएबल X1 और X2 हैं जो यहां दिखाए गए हैं अब 2 वेरिएबल जो यहां हैं उसके लिए हम कुछ मनमानी वैल्यू देते हैं जोकि 11 हैं इस समस्या के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज 4X1 3X2 है तो 4X1 3X2 मैं सिर्फ 4 और 3 लिख रहा हूं और मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहा हूं जो 4 गुणा X1 की वैल्यू 3 गुणा X2 की वैल्यू जो 7 होता है तीन कंस्ट्रेंट हैं X1 2X2 ≤ 7 यह पहले से ही यहां लिखा है X1 2X2 दूसरा कंस्ट्रेंट 3X1 X2 ≤ 11 है और तीसरा कंस्ट्रेंट 4X1 5X2 ≤ 26 है वे सभी यहां लिखे गए हैं तो अब हमने शीट में समस्या लिखी है और अब हम सॉल्वर को देखते हैं तो हम सॉल्वर पर जाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस पोजीशन पर सेट करते हैं जो पहले से ही यहाँ सेट स्थापित है यह एक मैक्सिमाइजेशन समस्या है दो वेरिएबल B3 और C3 हैं जो पहले से ही यहां सेट है और तीन कंस्ट्रेंट यहां हैं जिन्हें मैंने यहां सेट किया है तो तीन कंस्ट्रेंट B8 ≤ D8 B9 ≤ D9 और B10 ≤ D10 होना चाहिए अब यहां एक ऑप्शन भी हैजिसे सॉल्विंग मेथड कहा जाता है और वहाँ एक ड्रॉपडाउन है आप मेथड पद्धति के रूप में सिम्प्लेक्स एलपी का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग हम इस समस्या को हल करने के लिए करने जा रहे हैं तो सिम्प्लेक्स एलपी का चयन करें और इस प्रकार आपको यह मिलता है अब आप इस समस्या के समाधान के लिए हल करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन 18 के साथ X1 3 X2 2 है हमने वास्तव में इस समस्या का उपयोग किया है हमने सॉल्वर सॉल्यूशन का उपयोग किया है और वहां हमें इस समस्या के लिए सेंसटिविटी रिपोर्ट भी मिलती है तो हमारे पास इस समस्या के लिए एक सेंसटिविटी रिपोर्ट है जो मुझे मिली है Z 18 का यह समाधान प्राप्त करने से पहले हमने वास्तव में इस समस्या को हल किया है तो हमने पहले की स्थिति में इसका उपयोग किया है तो यह वह समस्या है जिसका उपयोग हमने किया है तो यह वह समस्या है जिसका उपयोग हमने पहले किया था और आप निरीक्षण करते हैं कि इस समस्या के लिए हमारे पास इसका समाधान है या कहे तो इष्टतम समाधान इस मामले में यह एक व्यवहार्य समाधान है लेकिन इष्टतम समाधान X1 3 X2 2 Z 18 है और हमने कहा कि यह इष्टतम है तो इस उदाहरण में X1 3 X2 2 Z 18 इष्टतम है इसलिए हमें यहां X1 3 X2 2 और Z 18 के साथ वही उदाहरण मिलता है जो यहां इष्टतम समाधान है अब यह भी होता है कि हमारे पास यह रिपोर्ट है जिसे सेंसटिविटी रिपोर्ट कहा जाता है और अगर मैं वापस जाता हूं और इस रिपोर्ट को ज़ूम करके इसे बड़ा बनाता हूं अब यह कुछ चीजों को दिखाता है यह X1 और X2 की वैल्यू को दर्शाता है जो 3 और 2 हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू Z 18 देता है आपके पास एलाऊएबल इनक्रीज और एलाओएबल डिक्रीज नामक कुछ हैं जो वास्तव में आधार में समान वेरिएबल के लिए RHS की वैल्यू 5 तक की वृद्धि और 25 तक की कमी तक जा सकती हैं लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह RHS हैं तीन कंस्ट्रेंट हैं अब यहां पर तीन कंस्ट्रेंट के बारे में वर्णन है अब पहला कंस्ट्रेंट यहाँ है पहले कंस्ट्रेंट की LHS वैल्यू 22 है RHS वैल्यू 26 है दूसरा कंस्ट्रेंट की LHS वैल्यू फाइनल वैल्यू 7 vs बनाम 7 और 11 vs 11 और 22 vs 26 है अब आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं 7 vs 7 11 vs 11 और 22 vs 26 अब इसके करेस्पॉन्डिंग आपको शैडो प्राइस 0 1 और 1 के रूप में दिखाई देती है इस कंस्ट्रेंट के करेस्पॉन्डिंग शैडो प्राइस 1 है इस कंस्ट्रेंट के करेस्पॉन्डिंग शैडो प्राइस 1 है तीसरा कंस्ट्रेंट जो कि B10 पोजीशन है शैडो प्राइस 0 है तो यदि मैं एक्सेल शीट पर वापस जाता हूं तो आप इसके करेस्पॉन्डिंग शैडो प्राइस 1 पाते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग शैडो प्राइस 1 है इसके करेस्पॉन्डिंग शैडो प्राइस 0 है अब यह कंस्ट्रेंट संसाधन पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है 26 में से केवल 22 का उपयोग किया गया है तो प्राइमल कंस्ट्रेंट संसाधन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है इसलिए शैडो प्राइस 0 है इन दो मामलों में संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है शैडो प्राइस को यहां 1 और 1 के रूप में देखा जा सकता है इस पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग 8 और 9 है तो यह वे पोजीशन हैं जिसे आप 8 और 9 पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग देख सकते हैं शैडो प्राइस 1 और 1 हैं 7 x 1 11 x 1 18 है जो कि ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन की वैल्यू है तो जब हम सिम्प्लेक्स एलपी का उपयोग करते हैं और सेंसटिविटी रिपोर्ट पर जाते हैं तो हम इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के डुअल के लिए समाधान या डुअल समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं तो जिस प्रकार सिम्प्लेक्स प्राइमल और डुअल दोनों को हल करता है आप इस सॉल्वर का उपयोग सेंसिटिविटी रिपोर्ट को देखकर भी डुअल का समाधान प्राप्त कर सकते हैं अब ये RHS वैल्यू के संबंध में हैं और उसी आधार पर बने रहने के लिए RHS कितना बढ़ सकता है इत्यादि लेकिन अभी हम केवल प्राइमल के समाधान और डुअल के समाधान को समझने के लिए जब हम इस विशेष सॉल्वर का उपयोग करते हैं खुद को प्रतिबंधित करते हैं अब हम कुछ अन्य उदाहरणों की ओर चलते हैं जहाँ हम रैखिक प्रोग्रामिंग में कुछ और चीजों को समझेंगे तो ऐसा करने के लिए हम इस पर वापस जाते हैं जब हमने इंट्रोड्यूस किया था जब हमने सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम को देखा था तो हमने तीन स्थितियों को देखा था हमने कहा कि हमारे पास एक रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या है जो हमें एक इष्टतम समाधान दे सकती है या एक रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या अनबाउंडेड हो सकती है या रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या अव्यवहार्य हो सकती है तो हमने अनबाउंडेडनेस और अव्यवहार्यता के उदाहरणों को देखा और हमने इस समस्या का ग्राफिकल अर्थात चित्रमय समाधान दिखाया और हमने कहा कि यह अनबाउंडेड है और हमने यह भी कहा कि जब हमने इसे सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म द्वारा हल किया था तो हमने यह भी कहा कि जब हमने वास्तव में इसे सिम्प्लेक्स द्वारा हल किया था तो हमने कहा कि सिम्प्लेक्स अनबाउंडेडनेस को इंगित करता है एक एंटरिंग वेरिएबल अर्थात प्रवेश चर की पहचान करने में सक्षम होने के नाते लेकिन कोई लीविंग वेरिएबल अर्थात छोड़ने वाला चर नहीं है तो इस इटरेशन में हमने दिखाया कि एक एंटरिंग वेरिएबल है लेकिन कोई लीविंग वेरिएबल नहीं है यहाँ एक एंटरिंग वेरिएबल है लेकिन आप विभाजित नहीं कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते है अब उसी उदाहरण को लेते हैं जो हमने यहां उपयोग किया था समस्या के रूप में X1 X2 ≤ 5 4X1 ≤ 24 के लिए 10X1 9X2 को मैक्सिमाइज करें और देखते हैं क्या होता है जब हम सॉल्वर का उपयोग करके इस समस्या को हल करते हैं तो हम इस उदाहरण पर जाते हैं तो आइए हम इस उदाहरण को देखें तो हमारे पास फिर से दो वेरिएबल X1 और X2 हैं ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को 10X1 9X2 के रूप में लिखा गया है तो मैं उन 10 और 9 को दिखा सकता हूं मैं यहां लिख सकता हूं 10X1 9X2 और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 10 into X की वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन 10 है ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन के बराबर है जो 69 दिया गया है दो कंस्ट्रेंट X1 X2 X1 X2 ≤ 5 4X10X2 ≤ 24 हैं तो इन दो कंस्ट्रेंट को पहले ही यहां मैप किया जा चुका है और वैल्यू यहां लिखी गई हैं तो अब हम डेटा पर जाते हैं और हम सॉल्वर पर जाते हैं ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन पहले से ही 5 है वेरिएबल B3 और C3 है दो कंस्ट्रेंट को यहां लिखा गया है और अब हम सिम्प्लेक्स एलपी का उपयोग करने जा रहे हैं और हम इस समस्या को हल करते हैं तो जब हम इस समस्या को हल करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जब इस बॉक्स में आप एक मैसेज पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव सेल वैल्यू डू नॉट कंवर्ज मतलब उद्देश्य कोशिका मान एक और नहीं झुकते है इसने कोई समाधान नहीं दिया है हम एक मैसेज पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव सेल वैल्यू कंवर्ज नहीं होंगे इसलिए जब आपको यह मैसेज मिलता है कि ऑब्जेक्टिव सेल वैल्यू डू नॉट कंवर्ज तो इसका मतलब है कि समस्या अनबाउंडेड है तो इस मैसेज से अनबाउंडेडनेस का संकेत दिया जाता है जो कहता है कि ऑब्जेक्टिव सेल वैल्यू डू नॉट कंवर्ज तो अब एक और उदाहरण पर चलते हैं जब हमने यह सिम्प्लेक्स एल्गोरिथम किया था हमने एक और उदाहरण को देखा जहां हमने इस विशेष उदाहरण को देखा जो कि X1X2 ≤ 5 और 4X1 ≥ 24 के लिए 10X1 9X2 को मैक्सिमाइज करना है और अगर हमने इसके लिए ग्राफ खींचा तो हमने कहा कि कोई व्यवहार्य क्षेत्र नहीं है और इसलिए समस्या अव्यवहार्य है अब हमने सिम्प्लेक्स में भी कहा है सिम्प्लेक्स आर्टिफिशियल वेरिएबल अर्थात कृत्रिम चरों के साथ नई समस्या के इष्टतम समाधान तक पहुंचकर अव्यवहार्यता को इंगित करेगा तो जब भी हमारे पास ऐसी समस्याएं होंगी तो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे तो सिम्प्लेक्स समाप्त हो जाएगा लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल सख्ती से पॉजिटिव वैल्यू के साथ मौजूद होगा अब आइए इस समस्या को देखें जब हम सॉल्वर का उपयोग करते हैं तो क्या होता है तो X1X2 ≤ 5 और 4X1 ≥ 24 के तहत 10X19X2 को मैक्सिमाइज करें तो हम इस समस्या को देखते हैं दो वेरिएबल X1 और X2 हैं अभी मैंने 4 और 0 वैल्यू दी हैं तो हम 2 और 1 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं चलो 2 और 1 देते हैं और शीघ्र हम महसूस करते हैं कि यदि हम इस कंस्ट्रेंट को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह वर्तमान वैल्यू के लिए अव्यवहार्य है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10X1 9X2 को मैक्सिमाइज करना है मैंने पहले से ही 10 यह पोजीशन 9 यह पोजीशन 29 लिखा है 10 और 9 को अलग अलग लिखने और इसे ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन में खींचने के बजाय मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन 10xB3 9xC3 है जो 29 वैल्यू देता है कंस्ट्रेंट को यहाँ लिखा गया है यहाँ X1X2 ≤ 4 और 4X1 ≥ 24 तो आइए इस समस्या पर वापस जाते हैं संदर्भ समय 1358 कंस्ट्रेंट X1X2 ≤ 5 और 4X1 ≥ 24 था तो मैं X1 X2 ≤ 5 और 4X1 ≥ 24 लिखता हूं अब हमने इस समस्या को लिख लिया है हम इसे हल करना चाहते हैं तो हम डेटा पर जाते हैं और सॉल्वर प्राप्त करते हैं सब कुछ पहले से ही सेट है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ है कंस्ट्रेंट पोजीशन यहाँ हैं कंस्ट्रेंट लिए जाते हैं और हम सिंप्लेक्स एलपी का उपयोग करते हैं जब हम यह हल करेंगे तो हमें एक मैसेज मिलेगा कि सॉल्वर कुड नोट फाइंड ए फीजिबल सॉल्यूशन तो जब हमें एक संदेश मिलता हैसॉल्वर कुड नोट ए फाइंड फीजिबल सॉल्यूशन इसका मतलब है कि दी गई समस्या अव्यवहार्य है तो यह सॉल्वर तीन मैसेज देगा यदि यह एक इष्टतम समाधान देता है तो यह कहेगा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशंस इज फाउंड उदाहरण के लिए आइए उस स्थिति पर जाएं या इस उदाहरण को लें जहां इष्टतम समाधान है तो शीट 1 मान लें कि मैं इस समस्या को लेता हूं फिर से मैं डेटा पर जाता हूं मैं सॉल्वर पर जाता हूं और मैं इसे हल करता हूं यह कहेगा कि सॉल्वर फाउंड अ सॉल्यूशन सभी कंस्ट्रेंट और अनुकूलता की स्थिति संतुष्ट हैं यदि यह वह मैसेज देता है और तब आपको वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन की सर्वोत्तम वैल्यू खोजने के लिए समाधान पढ़ना होगा यदि यह अनबाउंडैड है तो यह कहेगा कि सेल वैल्यू डु नॉट कन्वर्ज यदि यह अव्यवहार्य है तो यह कहेगा सॉल्वर वास नॉट एबल टू फाइंड फीजिबल सॉल्यूशन तो जिन तीन चीजों पर हमने चर्चा की है प्रत्येक LP जिसे आप जानते हैं चाहे एक इष्टतम समाधान के साथ समाप्त होता है या अनबाउंडैड है या अव्यवहार्य है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने के लिए इस विशेष सॉल्वर का उपयोग करते हुए तीनों मामलों को इस तरह से किया जाता है और जैसा कि मैंने भी संकेत दिया था हम इस समस्या के लिए सेंसटिविटी रिपोर्ट पर वापस जा सकते हैं जिस समस्या को हम हल कर रहे हैं तो यदि हम सेंसटिविटी रिपोर्ट लिखते हैं तो एक समाधान के रूप में प्राइमल X1 3 X2 4 ऑब्जेक्टिव 66 के बराबर और हम यह भी देखते हैं कि शैडो प्राइस 2 और 1 हैं आप देखेंगे शैडो प्राइस 2 और 1 हैं तो हम यहां वापस जाते हैं तो 2 x 21 जो कि 42 है जो कि 66 है तो डुअल का समाधान भी इस से मिल सकता है अगली कक्षा में हम उन कुछ समस्याओं पर वापस जाएँगे जिन्हें हमने तैयार किया था और फिर हम दिखाएंगे कि कैसे सॉल्वर इन उदाहरणों में से कुछ का समाधान देता है हमने अपने फॉर्मूलेशन में आठ समस्याएं कीं हम कुछ उदाहरणों को देखने और इस सॉल्वर का उपयोग करके समाधान दिखाने का प्रयास करेंगे